अब तक हम क्या कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि जो IoT के नेटवर्किंग पहलुओं में शामिल विभिन्न मूल अवधारणाएं क्या हैं इसलिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स से गुजरे हैं और इन प्रोटोकॉल में एक्स एम पी पी प्रोटोकॉल एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल सी ओ ए पी प्रोटोकॉल सामना और ए एम क्यू पी प्रोटोकॉल शामिल हैं तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जो हम अब पढ़ चुके हैं और ये प्रोटोकॉल मुख्य रूप से सर्विस ऑफरिंग्स के साथ शामिल हैं इसलिए वे उच्च स्तर पर हैं और अब हम समझने वाले हैं हम नीचे जाने वाले हैं और हम उन्हें भौतिक स्तर पर और समझने वाले हैं तो भौतिक और आंशिक रूप से लिंक लेयर हैं भौतिक स्तर और लिंक लेयर स्तर पर ये अलग अलग प्रोटोकॉल क्या हैं ये प्रोटोकॉल विभिन्न उपकरणों के लिए संपूर्ण कनेक्टिविटी ऑफ़र करती है जो नेटवर्क की भौतिक स्थापना में मदद कर सकती है इसलिए हम अब इनमें से कुछ प्रोटोकॉल से गुजरने वाले हैं इसलिए जब हम इन प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो इसका उपयोग उपभोक्ता IoT और औद्योगिक IoT दोनों के लिए किया जा सकता है तो उपभोक्ता IoT का अर्थ है स्मार्ट होम फिर स्मार्ट होम के विभिन्न अनुप्रयोग फिर अलग अलग सेवाओं के लिए उपभोक्ता उपकरणों की विभिन्न एप्लिकेशन के लिए उपभोक्ता आधारित सिस्टम इत्यादि जो आप जानते हैं फिर औद्योगिक IoT के लिए यह विभिन्न मशीनों को जोड़ना औद्योगिक मशीनें विनिर्माण मशीनें इत्यादि विभिन्न कनेक्टिविटी की ऑफरिंग्स और उन उपकरणों के शीर्ष पर स्मार्ट इंटेलिजेंस इत्यादि तो ये सभी अलग अलग प्रोटोकॉल जो उदाहरण के लिए हमारे सामने सूचीबद्ध हैं यह IEEE 8024 जो एक प्रोटोकॉल है और साथ ही साथ मानक है इसका उपयोग किया जा सकता है ZigBee बहुत उपयोगी है 6 LoWPAN वायरलेस HART Z wave ISA 100 ब्लूटूथ NFC और RFID इसलिए हम बाद के व्याख्यानों में इनमें से अधिकांश प्रोटोकॉल से गुजरने वाले हैं तो हम पहले वाले के साथ शुरू करेंगे जो 8021554 है जो IEEE मानक है और यह मूल रूप से वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो व्यक्तिगत कौशल का मतलब है व्यक्ति का कौशल जैसे आप जानते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उपयोग व्यक्ति के कौशल पर नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है तो ये मूल रूप से कम डेटा दर नेटवर्क हैं तो ये मूल रूप से कम डेटा दर की निगरानी और नियंत्रण के लिए विकसित किए जाते हैं इसलिए मॉनिटरिंग का मतलब है कम डेटा रेट सेंसिंग और फिर एक्चुएशन के माध्यम से और शायद इस प्रक्रिया की पेशकश में नियंत्रण रखना क्योंकि यह कम डेटा दर है और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है ये कम बिजली की खपत के कारण नेटवर्क के जीवनकाल का विस्तार करने की पेशकश करने में मदद कर सकते हैं तो यह मानक दो लेयर्स का उपयोग करता है एक फिजिकल लेयर है और दूसरी मैक लेयर है और साथ में सब लेयर्स जैसे लॉजिकल लिंक कंट्रोल SSCSसर्विस स्पेसिफिक कन्वर्जेन्स सब लेयर इत्यादि है जो ऊपरी परतों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए है लेकिन यह विशेष मानक मुख्य रूप से दो परतों पर केंद्रित है जो फिजिकल और मैक है तो फिजिकल MAC आंशिक रूप से LLC और SSCS कि यह लगभग 802154 है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस मामले में कम्युनिकेशन आई एस एम बैंड में होता है तो यह वही है जो मैं आपको समझा रहा था अब तक यह विशेष मानक यह विशेष प्रोटोकॉल विशिष्टताओं को परिभाषित करता है यह फिजिकल परत MAC परत SSCS और LLC उप परतों में संचालन के लिए विनिर्देशों को देता है और ये कैसे नेटवर्क परत के साथ जुड़ने जा रहे हैं लेकिन मुख्य ध्यान पारंपरिक OSI स्टैक के भौतिक परत और डेटा लिंक परत पर है इसलिए कुछ विशेषताएं जो हम यहां सूचीबद्ध करने जा रहे हैं और हम उनके बारे में विस्तार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहां मैं यह मान रहा हूं कि मेरा मतलब है कि आपके पास नेटवर्क और संचार में कुछ बुनियादी पृष्ठभूमि है अगर आपके पास है तो आप इन्हें थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे हालाँकि यदि आपके पास नहीं है तो आपको पता है कि यह सिर्फ आपके याद रखने के लिए है हम इन संचार तकनीकों इन विभिन्न योजनाओं के विवरण के माध्यम से नहीं जा सकते की वे कैसे काम करते हैं तो यह 802154 यह मॉड्यूलेशन योजनाओं पर आधारित है जिसे DSSSडायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक के रूप में जाना जाता है तो यह मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें यह DSSS मॉड्यूलेशन स्कीम का उपयोग करता है तो ये मूल रूप से शोर और हस्तक्षेप के प्रति अत्यधिक सहनशील हैं और लिंक विश्वसनीयता सुधार तंत्र प्रदान करते हैं तो यह विशेष मानक उन वातावरणों में सहायक है जो शोर प्रवृत्त हैं और इनमें बहुत अधिक हस्तक्षेप हैं और शोर और हस्तक्षेप की उपस्थिति में यह विशेष मानक नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद कर सकता है तो इसके दो अलग अलग संस्करण हैं निम्न गति संस्करण मूल रूप से BPSK का उपयोग करता है और उच्च गति संस्करण ऑफसेट QPSK O QPSK के रूप में जाना जाता है और MAC संचार के लिए उपयोग करता है यह चैनल एक्सेस के लिए CSMA CA का उपयोग करता है इसका मतलब है कि कैरियर सेंसेस मल्टीपल एक्सेस है CA मूल रूप से कॉलिजन अवोइडेन्स है तो कैरियर सेंसेस मल्टीपल एक्सेस के साथ कॉलिजन अवोइडेन्स का उपयोग चैनल एक्सेस के लिए किया जाता है और मल्टीप्लेक्सिंग मूल रूप से नोड्स के विभिन्न यूजर्स को एक ही चैनल में अलग अलग समय पर हस्तक्षेप मुक्त कम्युनिकेशन की अनुमति देती है इसलिए इस विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग करके बिजली की खपत कम हो जाती है क्योंकि लो ड्यूटी साइकिल के साथ जो कभी कभी बहुत छोटे ट्रांसमिशंस होते हैं जो एक प्रतिशत से कम है तो इस विशेष स्टैंडर्ड में मिनिमम पावर लेवल जो परिभाषित किया गया है वह माइनस 3 डीबीएम या 05 माइक्रोवाट है इन मामलों में से अधिकांश के लिए लाइन आफ साइट ट्रांसमिशन होता है हालांकि नॉन लाइन आफ साइट ट्रांसमिशन भी संभव है लेकिन आपको बेहतर दक्षता बेहतर प्रदर्शन मिलता है यदि लाइन आफ साइट संचार का उपयोग किया जाता है मानक ट्रांसमिशन रेंज मूल रूप से 10 मीटर से 75 मीटर के बीच होती है 75 मीटर विशेष रूप से प्राप्त किया जाएगा यदि यह ऑउटडोर्स में उपयोग किया जाता है लेकिन इनडोर वातावरण के लिए आमतौर पर 10 मीटर है मैं 30 40 मीटर से ज्यादा कहूँगा तो सबसे अच्छा केस ट्रांसमिशन जो आउटडोर के लिए प्राप्त होता है 1000 मीटर तक भी कुछ मामलों में हो सकता है लेकिन आमतौर पर आप जानते हैं तो यह एक सैद्धांतिक संभावना है लेकिन आमतौर पर आपको ट्रांसमिशन रेंज का इतना हिस्सा नहीं मिलता है भले ही यह ऑउटडोर्स हो क्योंकि नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियां जो समर्थित हैं वे स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी हैं तो 802154 के विभिन्न संस्करण हैं तो इससे पहले कि हम 802154 में आगे बढ़ते हैं IEEE मानक वायरलेस व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क बनाने के लिए उपयोगी है इसका मतलब है छोटी रेंज कम डेटा दर कम बिजली खपत वाले नेटवर्क यह 802154 का उपयोग कर सकता है अब मूल रूप से इसके अलग अलग वेरिएंट हैं बेस वेरिएंट a और b हैं लेकिन c वेरिएंट जैसे वेरिएंट हैं जिनका इस्तेमाल चीन के लिए किया जाता है जापान के लिए d e वेरिएंट का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन के लिए किया जाता है एक्टिव के लिए f वेरिएंट RFID स्मार्ट उपयोगिता नेटवर्क जैसे स्मार्ट ग्रिड के लिए g का उपयोग करता है तो ये 802154 के विभिन्न प्रकार हैं जो आमतौर पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं अब 802154 नेटवर्क इन नेटवर्क को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है बीकन इनेबल्ड नेटवर्क और अन्य एक नॉन बीकन इनेबल्ड नेटवर्क है इसलिए हम शीघ्र ही देखेंगे कि बीकन इनेबल्ड और नॉन बीकन इनेबल्ड क्या है और साथ ही ये नेटवर्क मूल रूप से विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं एक है FFD जो फुल्ली फंक्शनल डिवाइस है और दूसरा एक रेडयूस्ड फंक्शनल डिवाइस यानी RFD है पूरी तरह कार्यात्मक उपकरणों में PAN समन्वयक शामिल हैं इसका मतलब है एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क समन्वयक राउटर या डिवाइस वे फुल्ली फंक्शनल डिवाइस के रूप में कार्य कर सकते हैं जो सभी विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जबकि इसी के समान रेडयूस्ड फंक्शनल डिवाइस केवल कुछ भेज सकते हैं इसलिए वे रेडयूस्ड फंक्शनल है अगर वे राऊट नहीं कर सकते तो वे स्विच नहीं कर सकते वे पैकेट नहीं भेज सकते वे एक पैकेट को नहीं पढ़ सकते इत्यादि इसलिए वे केवल बहुत ही सरल चीजें कर सकते हैं ये RFD रेडयूस्ड फंक्शनल डिवाइस हैं इसलिए एक बार फिर हमारे पास फुल्ली फंक्शनल डिवाइस है जो सभी प्रकार के उपकरणों से बात कर सकता है और पूर्ण प्रोटोकॉल का समर्थन कर सकता है रेडयूस्ड फंक्शनल डिवाइस केवल फुल्ली फंक्शनल डिवाइस से बात कर सकती हैं और बिजली की खपत कम होती है और न्यूनतम सीपीयू और रैम का उपयोग करती हैं इसलिए न्यूनतम प्रसंस्करण और भंडारण तो विभिन्न फ्रेम प्रारूप हैं फ्रेम प्रकार जिन्हें 802154 के लिए परिभाषित किया गया है तो आमतौर पर पाँच फ़्रेम होते हैं जिन्हें 802154 के लिए परिभाषित किया जाता है तो हमारे पास डेटा फ्रेम एक्नॉलेजमेंट फ्रेम कमांड फ्रेम मैक फ्रेम और बीकन फ्रेम है इसलिए मुझे आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये काफी स्पष्ट हैं कमांड फ्रेम का उपयोग विभिन्न नियंत्रण कार्यों जैसी चीजों के लिए किया जाता है जैसे कि डिवाइस को PAN समन्वयक के साथ जोड़ना या डिवाइस को अलग करना या अन्य नियंत्रण कार्यों को निष्पादित करना तो कमांड फ्रेम हैं और फिर मैक फ्रेम को भी आगे विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है यह मानक है और फिर हमारे पास बीकन फ्रेम हैं यह बीकन फ्रेम भौतिक रूप से वे क्या करते हैं यह समय के नियमित अंतराल पर PAN समन्वयक है वे मूल रूप से इन बीकन को भेजते हैं जो मूल रूप से इसके वर्तमान और विभिन्न उपकरणों को विज्ञापित कर सकते हैं जो सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम हैं इसका मतलब है कि बीकन फॉर्म जो इस विशेष PAN समन्वयक द्वारा प्रसारित किया जाता है ये डिवाइस उन्हें पता है कि यह PAN समन्वयक है जो मौजूद है तो यह मूल रूप से सक्षम है यह विशेष कार्यक्षमता इस बीकन फ्रेम की मदद से करने में सक्षम है इसलिए पिछले वर्गीकरण में वापस जा रहे हैं हमने देखा है कि हमारे पास एक बीकन इनेबल्ड नेटवर्क और नॉन बीकन इनेबल्ड नेटवर्क है तो यह बीकन इनेबल्ड नेटवर्क क्या है इसलिए बीकन इनेबल्ड नेटवर्क में मूल रूप से समय समय पर समन्वयक यह बीकन संदेशों के आवधिक प्रसारण भेजने वाला है इसलिए समय समय पर बीकन संदेश प्रेषित होने वाले हैं जो विभिन्न उपकरणों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले हैं जो कि PAN से जुड़े हुए हैं फिर डेटा फ्रेम को एक सुपर फ्रेम संरचना के साथ स्लॉटेड CSMA CA के माध्यम से भेजा जाता है जिसे PAN समन्वयक द्वारा प्रबंधित किया जाता है बीकन को समन्वयक के साथ अन्य नोड्स के सिंक्रनाइज़ेशन और एसोसिएशन के लिए उपयोग किया जाता है और ऑपरेशन का दायरा मूल रूप से पूरे नेटवर्क को फैलाता है बीकन इनेबल्ड नेटवर्क के संदर्भ में नॉन बीकन इनेबल्ड नेटवर्क के मामले में डेटा फ्रेम को अन स्लॉटेड CSMS CA के माध्यम से भेजा जाता है पिछले बीकन इनेबल्ड नेटवर्क के लिए यह स्लॉटेड CSMS CA था लेकिन नॉन बीकन इनेबल्ड नेटवर्क के मामले में यह अन स्लॉटेड CSMS CA है बीकन का उपयोग केवल लिंक लेयर डिस्कवरी के लिए किया जाता है और इसका मतलब है कि क्या कोई कनेक्टिविटी है जहां एक डिवाइस से दूसरे में कोई लिंक है और इसी तरह इसलिए बीकन संदेश मूल रूप से PAN समन्वयक से विभिन्न उपकरणों और इन विभिन्न लिंक की खोज में मदद करेंगे तो मूल रूप से इस प्रकार के नेटवर्क का मतलब है कि गैर नॉन बीकन इनेबल्ड नेटवर्क सोर्स और डेस्टिनेशन आईडी दोनों का अनुरोध करता है तो 802154 प्राथमिक मैश प्रोटोकॉल के रूप में है यह मुख्य रूप से एक मैश प्रोटोकॉल पर आधारित है संबोधित करने वाले सभी प्रोटोकॉल को मैश कॉन्फ़िगरेशन का पालन करना चाहिए तो यह मूल रूप से एक एक्सेल में है कि 802154 प्रोटोकॉल कैसे काम करता है और इसकी विभिन्न विशेषताएँ क्या हैं अब हम ZigBee प्रोटोकॉल को देखने जा रहे हैं जो विभिन्न नोड्स के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए IoT अनुप्रयोगों के लिए भारी उपयोग किया जाता है जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे ZigBee मूल रूप से उच्च परतों पर कार्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए 802154 के शीर्ष पर काम करता है इसलिए यदि आपको याद है कि 802154 भौतिक परत और मैक परत में कनेक्शन और फ़ंक्शंस स्थापित करने के लिए उपयोगी है ZigBee मूल रूप से इन कार्यप्रणालियों को नेटवर्क की उच्च परतों और नेटवर्क परत से परे और उससे आगे ले जाएगा तो आइए हम देखें कि ZigBee मूल रूप से कैसे कार्य करता है तो ZigBee प्रोटोकॉल को लेयर 3 और उससे ऊपर के द्वारा परिभाषित किया गया है तो यह 802154 की परतों 1 और 2 के शीर्ष पर काम करता है और परत 3 की ओर और उससे ऊपर तक फैला है और ZigBee मूल रूप से 802154 के शीर्ष पर काम करता है तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना है और हमें यह याद रखना है कि 802154 और ZigBee में अंतर है यह वही है जो कई लोग अक्सर भ्रमित होते हैं लोग सोचते हैं कि ZigBee और 802154 एक हैं और एक ही हैं लेकिन ऐसा नहीं है तो ZigBee निश्चित रूप से 802154 पर आधारित है लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है इसलिए ZigBee मूल रूप से अतिरिक्त संचार संवर्द्धन को परिभाषित करने के लिए लेयर 3 और लेयर 4 का उपयोग करता है और इन संवर्द्धन में सुरक्षा और डेटा राउटिंग और फ़ॉरवर्डिंग क्षमता के लिए मान्य नोड एन्क्रिप्शन के साथ प्रमाणीकरण शामिल है जो कि मैश नेटवर्किंग को सक्षम बनाता है और ZigBee आमतौर पर वायरलेस सेंसर अनुप्रयोगों में उपयोग करता है यह वायरलेस सेंसर नेटवर्क अनुप्रयोगों में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है जहां ZigBee की मदद से मैश टोपोलॉजी का गठन किया जाता है तो यह एक आरेख है जो मूल रूप से 802154 के संबंध में ZigBee की स्थिति को दर्शाता है तो जहां 802154 है यह ज्यादातर 5 पर केंद्रित है और मैक लेयर्स ZigBee इसे मैक से परे नेटवर्क लेयर से परे ले जाता है तो नेटवर्क लेयर और बाकी सभी लेयर्स एप्लीकेशन लेयर तक मूल रूप से यह एक्सटेंशन या एन्हांसमेंट करता है जोकि 802154 प्रोटोकॉल पर ZigBee की मदद से संभव है ZigBee में मुख्य रूप से दो अलग अलग घटक होते हैं पहले वाले को ZDO के रूप में जाना जाता है जो ZigBee डिवाइस ऑब्जेक्ट है और यह डिवाइस प्रबंधन सुरक्षा प्रावधान नीतियों और इस जैसे मुद्दों का ख्याल रखता है तो ये ZDO की विभिन्न फंक्शनैलिटीज हैं और इसका अर्थ है ZigBee डिवाइस ऑब्जेक्ट घटक दूसरा घटक APS है जो एप्लिकेशन सपोर्ट सब लेयर है जो नियंत्रण सेवाओं जैसे नेटवर्क और अन्य लेयर्स के बीच ब्रिजिंग को नियंत्रित करने जैसी सेवाओं का ख्याल रखता है इसलिए ये दो अलग घटक हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कार्यक्षमताएँ हैं जैसे कि हमने अभी अभी देखा हैं तो ZigBee मूल रूप से स्टार टोपोलॉजी का समर्थन करता है इसलिए यह स्टार टोपोलॉजी है जिसे हम यहां देखते हैं और हमें इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है तो हमारे पास यह समन्वयक नोड है और हमारे पास अलग अलग आयु के उपकरण हैं और इन आयु उपकरणों के साथ वे समन्वयक नोड के साथ एक स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं फिर हमारे पास यह समन्वयक नोड एक गेटवे नोड भी हो सकता है और यह एक साधारण LAN या उसके बराबर हो सकता है फिर हमारे पास क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी है जहां ये अलग अलग समूहों की तरह हैं जो इन अलग अलग नीले रंग के क्लस्टर हेड के साथ बनते हैं जो असल में राउटर और हब जैसी चीजें हैं तो ये राउटर के रूप में कार्य करेंगे और ये राउटर समन्वयक नोड के साथ ट्री की तरह एक संरचना बनाएँगे तो यही कारण है कि इसे क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है और फिर हमारे पास मैश टोपोलॉजी है जो इन विभिन्न राउटर की मदद से एक मैश नेटवर्क बना रहा है ये अलग अलग राउटर वे मैश बैकबोन नेटवर्क बनाते हैं और इन राउटरों में से प्रत्येक के साथ अलग अलग डिवाइस जुड़ी होती हैं तो मूल रूप से ये हरे रंग के उपकरण इस विशेष आरेख में अंतिम डिवाइस हैं और इन नीले उपकरणों से जुड़ी ये हरे रंग की डिवाइस जो मूल रूप से राउटर को निरूपित करती हैं और एक छोर पर इस मैश नेटवर्क के अंत में हमारे पास यह कोडिंग और फिर नोड है जो एक गेटवे के रूप में कार्य करता है और इस बिंदु पर यह इंटरनेट जैसे बाहरी नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रदान करता है तो एक मैश में कोई भी नोड अपनी सीमा के भीतर किसी भी अन्य नोड के साथ संवाद कर सकता है तो दोषपूर्ण सहिष्णुता विश्वसनीयता की पेशकश करने के लिए यह मुख्य लाभ है मैश टोपोलॉजी बहुत उपयोगी हैं इसलिए यदि नोड्स सीमा में नहीं हैं तो संदेशों को मध्यवर्ती नोड्स के माध्यम से रिले किया जाता है तो यह बड़े क्षेत्रों में नेटवर्क की तैनाती की अनुमति देता है तो मैश टोपोलॉजी का उपयोग करके आप नेटवर्क को बड़े क्षेत्रों तक बढ़ा सकते हैं आप बड़े क्षेत्रों में फैला सकते हैं तो यह मैश टोपोलॉजी की मदद से संभव है इसलिए मैशज ने नेटवर्क विश्वसनीयता बढ़ाई है उदाहरण के लिए यदि नोड्स C और F इस विशेष परिदृश्य में काम नहीं कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि शुरू में हमारे पास इस तरह का एक मैश था अब यदि C और F नोड्स हैं तो ये राउटर एक कारण या किसी अन्य कारण से काम नहीं कर रहे हैं फिर भी संदेश इस विशेष पथ का उपयोग करके A से Z तक जा सकते हैं क्योंकि एक वैकल्पिक पथ में संभव था क्योंकि यह एक मैश नेटवर्क है अब ZigBee जाल नेटवर्क स्व विन्यास और स्व चिकित्सा कर सकते हैं स्व चिकित्सा काफी स्पष्ट है क्योंकि अगर कुछ लिंक विफलता या नोड विफलता या कुछ और है तो अन्य वैकल्पिक मार्गों का होना संभव है और हाँ वे अपने आप विन्यास कर सकते हैं वे अपने दम पर नेटवर्क बना सकते हैं तो यह ZigBee मैश नेटवर्क का लाभ है तो ZigBee में अलग अलग इकाइयाँ हैं पहले एक ZigBee समन्वयक ZC है समन्वयक में ZigBee मूल रूप से ZigBee नेटवर्क की जड़ बनाता है तो पूरे नेटवर्क या नेटवर्क ट्री का एक मार्ग होता है और इन मार्गों को ZigBee समन्वयक के रूप में जाना जाता है और इस समन्वयक का निर्माण करता है तो सबसे पहले एक समन्वयक है और इस समन्वयक से एंड डिवाइसेस के लिए एकल हॉप कनेक्टिविटी है तो यह समन्वयक मूल रूप से उस नेटवर्क के बारे में जानकारी संग्रहीत करता है जो इसके अधीन है और जो इसके बाहर है इसलिए मूल रूप से आप जानते हैं कि यह कुछ बफ़र्स की तरह है जो सूचना मुझे इन एंड डिवाइसेस से प्राप्त हुई है यह कुछ निश्चित समय के लिए स्टोर करता है यह कुछ निश्चित समय के लिए बफ़र करता है तो यह सुरक्षा कुंजी के लिए एक विश्वास केंद्र और भंडार के रूप में भी कार्य करता है इसके बाद ZigBee राउटर आता है जो एप्लिकेशन चलाने के साथ साथ उससे जुड़े विभिन्न नोड्स के बीच सूचना को रिले करने में सक्षम है और फिर हमारे पास एंड डिवाइस है जिसमें मूल नोड से बात करने के लिए पर्याप्त कार्यक्षमता है और यह डेटा रिले नहीं कर सकता है अन्य उपकरण इसलिए इसकी कार्यक्षमता कम हो गई है तो यह एक रिड्यूस्ड फंक्शनलिटी डिवाइस है अब ZigBee में एक नेटवर्क लेयर भी शामिल है तो यह नेटवर्क लेयर डिमांड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पर एड हॉक का उपयोग करता है जो कि AODV प्रोटोकॉल है और यह एड हॉक नेटवर्क के मामले में लोकप्रिय है इसका उपयोग ज्यादातर एड हॉक नेटवर्क में एक राउटिंग प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है जो नेटवर्क लेयर में काम करता है और इसे अंतिम गंतव्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह कैसे पाया जा सकता है AODV मूल रूप से यह विशेष प्रोटोकॉल है यह अपने सभी मध्यवर्ती पड़ोसियों के लिए एक मार्ग संदेश प्रसारित करता है ये पड़ोसी मूल रूप से अपने पड़ोसियों के इंटर्न के लिए समान जानकारी और अंततः इस संदेश को पूरे नेटवर्क में प्रसारित करते हैं गंतव्य की खोज करने पर कम लागत वाले पथ की गणना की जाती है और यूनिकास्ट मैसेजिंग के माध्यम से अनुरोध करने वाले डिवाइस को सूचित किया जाता है तो यह है कि यह विशेष प्रोटोकॉल इस तरह कार्य करता है तो ZigBee के अलग अलग अनुप्रयोग हैं और इसका उपयोग स्वचालन स्मार्ट घरों स्मार्ट स्वास्थ्य दूरसंचार सेवाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए लिंक कनेक्टिविटी की पेशकश फिर घर के लिए स्मार्ट ऊर्जा ऊर्जा निगरानी स्वचालन का निर्माण मुझे लगता है कि मैंने पहले ही रिमोट कंट्रोल वगैरह का जिक्र किया है ये विभिन्न अनुप्रयोग हैं जहां इस ZigBee प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है तो हम इसे समाप्त करते हैं इसलिए हमने इस विशेष व्याख्यान में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल IEEE 802154 और ZigBee प्रोटोकॉल पर चर्चा की है हमने देखा है कि जहां 802154 के रूप में यह मुख्य रूप से भौतिक और मैक लेयर्स तक सीमित रहती है जबकि ZigBee मूल रूप से इसका विस्तार करती हैं या नेटवर्क परत से परे इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाती है और सभी तरह से एप्लीकेशन लेयर तक तो ZigBee मूल रूप से राउटिंग उद्देश्यों के लिए प्रोटोकॉल AODV का उपयोग करता है और यह बहुत लोकप्रिय प्रोटोकॉल में से एक है जो सेंसर नेटवर्किंग अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से मैश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है और हम सभी ने देखा है कि विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी हैं जैसे कि स्टार टोपोलॉजी हैं क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी इत्यादि मैश टोपोलॉजी विशेष रूप से उपयोगी है जब उच्च विश्वसनीयता की जरूरत होती है जो उस एप्लिकेशन के लिए नेटवर्क परिनियोजन से आवश्यक है जिसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है धन्यवाद